नमस्कार इस कोर्स के एक अन्य मॉड्यूल माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका स्वागत है इस पाठ्यक्रम में यह हमारा आखिरी मॉड्यूल होगा और यह मुख्य रूप से ऑसिलेटर डिजाइन के बारे में चर्चा करेंगे तो ऑसिलेटर्स किसी भी क्षेत्र में सर्किट के एक विशेष वर्ग हैं चाहे माइक्रोवेव आवृत्तियों में या कम आवृत्तियों पर इसमें वे स्वायत्त प्रणाली हैं जबकि एम्पलीफायर डिजाइन पर चर्चा करते हुए हमने देखा था कि एक इनपुट और आउटपुट है ऑसिलेटर में कोई इनपुट नहीं होता है जैसे कि केवल एक आउटपुट है इसलिए हमने स्टेबिलिटी की हमारी चर्चा में देखा कि एक सिस्टम को स्टेबल करने के लिए एक सीमित इनपुट के लिए यह एक सीमित आउटपुट देना चाहिए लेकिन फिर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है जब हम ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बिना किसी इनपुट के आउटपुट देता है तो यह एक बुनियादी रूप से अनस्टेबल प्रणाली है एक ही समय में इसे एक कांस्टेंट देता है इसे कांस्टेंट एंप्लीट्यूड या कम से कम एंप्लीट्यूड का देना पड़ता है जिसे हमें नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए तो यह या तो आप नहीं जान सकते कि थोड़ा 0 से नीचे नहीं जा सकता है न ही यह एक्सपो कर सकता है तो ऑसिलेटर डिजाइन में शामिल स्टेबिलिटी भी एक पहलू है इसलिए इस मॉड्यूल में उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी तो पहली बात यह है ऑसिलेटर पर चर्चा करने के लिए कि हमें अपने फीडबैक मॉडल पर वापस जाने की आवश्यकता है इसलिए उस आकृति को याद करें जिसका मैंने इस्तेमाल किया था यहां सब कुछ एक ऋणात्मक चिह्न के बजाय समान है यह सब यहां धनात्मक है तो सिग्नल फीडबैक सिग्नल को धनात्मक रूप से इनपुट सिग्नल में जोड़ा जाता है और इसलिए यह अक्सर चयनात्मक नेटवर्क होता है यह हमारा गेन खंड है यह हमारा इनपुट वोल्टेज है अभी के लिए मान लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज नाइज है तो इसे हम एक फीडबैक ऑसिलेटर प्रणाली कहते हैं इस प्रणाली में यहां तक कि अगर कोई इनपुट नहीं है या यदि शुरुआत में सिर्फ एक गड़बड़ी है तो एक आउटपुट Voutput का उत्पन्न हो जाएगा जो कि आत्मनिर्भर है सर्किट बिंदु से एक वैकल्पिक तरीका जिसे आप रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट बिंदु से जानते हैं इस ऑसिलेटर के लिए भी दिया जा सकता है मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक इनपुट नेटवर्क है मान लीजिए कि एक छोटा नाइज वोल्टेज V है यह नाइज वोल्टेज है और मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक सक्रिय उपकरण है यह एक रिजोनेटर यंत्र है यह इस दिशा में आने वाली तरंग है और यह A1 विपरीत दिशा में मेरी आने वाली है और इस सर्किट के लिए सिग्नल प्रवाह ग्राफ आकृति कुछ इस तरह होगा मैं उस चर्चा से सिग्नल प्रवाह आरेख खींच रहा हूं जो हमारे पास कई मॉड्यूल पहले से था तो एक बार जब हम इस संकेत प्रवाह आरेख को खींचते हैं तो ऑसिलेसन के बिंदु क्या होता है ऑसिलेसन के बिंदु पर यह Zin जो मुख्य रूप से ऑसिलेसन के एंप्लीट्यूड का फंक्शन रिजोनेटर द्वारा प्रस्तुत एमपीडेंस का ऋणात्मक या बराबर और विपरीत होना चाहिए रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के संदर्भ में आप दिखा सकते हैं कि यह स्थिति भी हो सकती है वास्तव में मुझे ओमेगा 0 डालना चाहिए था ज़िन भी ओमेगा 0 का एक कार्य हो सकता है जो कि ऑसिलेसन की आवृत्ति है अब यह देखें कि A0 और ओमेगा0 ऑसिलेसन के एंप्लीट्यूड और आवृत्ति हैं इसलिए यह ऑसिलेसन बिंदु पर एंप्लीट्यूड और आवृत्ति है जहां यह स्थिति संतुष्ट है उस मॉडल से आगे बढ़ते हैं जिसे मैंने पहले खींचा था यह मॉडल आप जानते हैं कि Vout ओवर Vin को 1 AVBeta पर AV के रूप में भी लिखा जा सकता है अब Vout उत्पन्न होता है Vout तब भी उत्पन्न होगा जब Vin 0 है ऐसा होने के लिए हमारे पास 1 AVBeta 0 के बराबर होना चाहिए इसका अर्थ है AvBeta 1 के बराबर होना चाहिए इस स्थिति के लिए मुझे इसके लिए एक नए पृष्ठ का उपयोग करने दे यह स्थिति जिसे आप जानते हैं कि यह AvBeta 1 के बराबर है इसे बार्कहाउज़ेन मापदंड के रूप में भी जाना जाता है तो इसका मतलब है कि अगर हम वापस उस फीडबैक आरेख पर जाते हैं इसका मतलब है कि इस पूरे फीडबैक पथ पर कुल फेज परिवर्तन शून्य या 360 डिग्री होना चाहिए और इस बिंदु से शुरू होने वाला कुल गेन दूसरे छोर से होकर वापस 1 होना चाहिए तो इस गेन को लूप गेन कहा जाता है अर्थात लूप गेन को 1 के बराबर होना चाहिए और लूप लूप पर कुल फेज परिवर्तन 0 या 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए अब इस परिभाषा के साथ आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि हम और क्या खोज सकते हैं इसलिए पहले हमने देखा कि हमारा Zin जो A0 और ओमेगा 0 का फंक्शन है ZL के बराबर और विपरीत होना चाहिए और बदले में इसे और घटाकर 1 किया जा सकता है लेकिन एक बात ध्यान दें कि यह स्थिति केवल ऑसिलेसन के बिंदु पर लागू होती है अब ऑसिलेसन के बिंदु पर इस फीडबैक सिस्टम को कोई इनपुट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके लिए ऑसिलेसन शुरू करने के लिए जो इसके 0 मान से जाने के एंप्लीट्यूड के लिए है सिस्टम को मौलिक रूप से अनस्टेबल होना चाहिए तो ऑसिलेसन की शुरुआत में हमें अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए हम उस अनस्टेबिलिटी का परिचय कैसे दें तो इसके लिए हम स्टेबिलिटी के लिए उस स्थिति में वापस जाते हैं जो हमने पहले अध्ययन किया है

यह है कि ऑसिलेसन की शुरुआत में हमारे RinOmegaA का मॉड्यूलस नोट है कि यहाँ मैं ओमेगा और A0 शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह शुरुआत में है ना की स्टेडी अवस्था पर यह ओमेगा के RL से अधिक होना चाहिए ठीक है तो यहाँ Rin मेरे Zin का रियल हिस्सा है और RL रिजोनेटर वाला हिस्सा है यहां हम यह मान रहे हैं कि इस ऑसिलेटर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक जो दृढ़ता से निर्भर है जिसका मान दृढ़ता से एंप्लीट्यूड पर और आवृत्ति पर कुछ हद तक निर्भर होता है और एक और शुद्ध आवृत्ति निर्भर भाग ZL अब यह दिखाया जा सकता है कि ऑसिलेसन शुरू हो गए हैं और कहें कि ऑसिलेसन की बात हो गई है ऑसिलेसन के बिंदु पर हालांकि स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कुरकोवार स्थिति नामक एक स्थिति है जो बीटा कहती है यदि यह स्थिति संतुष्ट हो जाती है तो इस पर ध्यान दें Rin और Zin के हमारे वास्तविक और काल्पनिक भाग है RL और XL ZL के वास्तविक और काल्पनिक भाग हैं यदि यह स्थिति संतुष्ट है तो हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि ऑसिलेसन स्टेबल है यह एक कांस्टेंट एंप्लीट्यूड पर ऑसिलेसन जारी रहेगा आलेखीय रूप से यह यहाँ दिखाया गया है यह नीला ग्राफ ZL का एक लेखाचित्र है यह प्लेन Z प्लेन है जो कि Y अक्ष Z का काल्पनिक मान है और X अक्ष इसका वास्तविक मान है यह नीला वक्र आवृत्ति के साथ ZL की भिन्नता का वर्णन करता है और यह लाल वक्र Zin Zin के एंप्लीट्यूड के साथ भिन्नता का वर्णन करता है अब वे बिंदु जहाँ ये दोनों मिलते हैं वह बिंदु है जहाँ ZL ZinA के बराबर है - पोटेंशियल समाधान बिंदुओं पर लेकिन तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भले ही वे पोटेंशियल ऑसिलेसन बिंदु हों लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वे पोटेंशियल ऑसिलेसन बिंदु हैं इसलिए ऑसिलेसन के लिए स्थिति को उस समीकरण द्वारा दिया गया था जो पहले दिखाया गया था लेकिन तब इसका रेखांकन का क्या मतलब है इस रेखांकन का क्या मतलब है कि यह है कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण मान लीजिए कि बढ़ते A के साथ लाल वक्र इस तरह से बढ़ रहा है और बढ़ते हुए ओमेगा के साथ नीले रंग का वक्र इस तरह आगे बढ़ता है फिर दो वक्र के बिंदु पर का कटाव स्पर्शरेखा के बीच का कोण होता है ठीक मान लीजिए कि मैं यहाँ एक स्पर्शरेखा खींचता हूँ जो नीली रेखा है दोनों के बीच का कोण यह निर्धारित करेगा कि ऑसिलेसन स्टेबल है या नहीं यदि दो वक्र के बिंदु पर का कटाव के स्पर्शरेखा के बीच का कोण 180 डिग्री से कम है तो ऑसिलेसन स्टेबल है यदि कोण 180 ° से अधिक है तो ऑसिलेसन अनस्टेबल है उदाहरण के लिए इस विशेष बिंदु के लिए आप देखते हैं कि लाल रेखा और नीली रेखा के बीच का कोण जिस तरह से कोण के बीच होना चाहिए पहले इसे ZinA वक्र की स्पर्शरेखा और ZL वक्र की स्पर्शरेखा में से शुरू करना होगा तो इस मामले में कोण 180 ° से कम है इसलिए यह बिंदु एक स्टेबल ऑसिलेसन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है इस स्थिति में A वक्र में इस Z के स्पर्शरेखा के बीच ऑसिलेसन कोण के बिंदु पर ऑसिलेसन का बिंदु भी है और ZL वक्र का स्पर्शरेखा 180 ° से कम है इसलिए यह बिंदु स्टेबल ऑसिलेसन के बिंदु का भी प्रतिनिधित्व करता है हालांकि इस बिंदु पर जैसा कि आप लाल रेखा और नीली रेखा के बीच के कोण को देख सकते हैं अर्थात लाल रेखा को स्पर्शरेखा और नीली रेखा 180 ° से अधिक है इसलिए यह बिंदु ऑसिलेसन के एक स्टेबल बिंदु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है यह अनस्टेबल है या तो एंप्लीट्यूड ऊपर चला जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा या यह नीचे चला जाएगा तो हम एक ऑसिलेटर कैसे डिजाइन करते हैं तो इसे डिजाइन करने के लिए आपको पता है कि आपके पास अपना ट्रांजिस्टर है यदि आपका ट्रांजिस्टर यह है तो ऑसिलेसन के बिंदु पर आपके पास यह गामाL गामाin द्वारा गुणा होना चाहिए जो 1 के बराबर होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आप जानते हैं कि आपके ट्रांजिस्टर का अपना समाप्ति नेटवर्क है जो किसी दिए गए गामाin उत्पन्न करता है इसके बाद आपको केवल एक इनपुट मिलान नेटवर्क बनाना है जिसमें इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट गामाL जैसे कि गामाL गामाin द्वारा गुणा किया जाता है जो कि 1 के बराबर होता है बेशक यहां पहले हमें पहले ऑसिलेसन शुरू करना होगा तो मान लीजिए कि आप अपने रिजोनेटर को मान लेते हैं यह रिजोनेटर एक सरल श्रृंखला RLC नेटवर्क है फिर गामाL को इस तरह दिया जाएगा यदि आप इस लाप्लास के इनपुट इंपेडेंस का सिर्फ एक सरल लैप्लस रूपांतरण करते हैं तो मेरा मतलब है कि यह समीकरण है जो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के लिए ZL से प्राप्त की जाती है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है

और यह आप ऑसिलेसन के बिंदु पर जानते हैं कि आपको अपने Rin Rin के मॉड्यूलस को RL से बड़ा रखना होगा कुछ गणितीय हेरफेर के बाद यह दिखाया जा सकता है कि यह स्थिति इस तक कम हो जाती है तो आपके इनपुट को रिजोनेटर यंत्र का RL ऐसा होना चाहिए कि यह स्थिति को संतुष्ट करे इसलिए सारांश में ऑसिलेसन जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि आप अन्य एम्पलीफायर सर्किट से बहुत कम जानते हैं जो हमने अब तक अध्ययन किया है उस में उनके पास कोई इनपुट नहीं है केवल आउटपुट है इनपुट का मतलब है कि कोई एसी इनपुट नहीं है कोड का डीसी इनपुट हो सकता है लेकिन कोई एसी इनपुट नहीं और उनका डिज़ाइन इस अर्थ में एक एम्पलीफायर से थोड़ा अलग है कि इसमें कोई गेन शामिल नहीं है गेन अवधि शामिल है या लिनियेरिटी शब्द शामिल है ऑसिलेटर सबसे पहले शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि शुरू करने से उन्हें ऑसिलेसन के चालू होने पर अनस्टेबल होने की आवश्यकता होती है और श्रृंखला रिजोनेटर के इस उदाहरण से मैंने आपको केवल एक विचार दिया कि आप अपने रिजोनेटर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसलिए आपका ऑसिलेटर सर्किट चालू होने पर अनस्टेबल होता है और ऑसिलेसन के बिंदु पर भी और यह भी ठीक है कि पहला भाग है क्योंकि ऑसिलेशन की शुरुआत सबसे पहले महत्वपूर्ण है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक स्टेबल ऑसिलेसन बिंदु होना चाहिए जो कि एक बिंदु होना चाहिए जहां A वक्र में यह ZL वक्र से मिलता है जो दूसरा भाग है और तीसरा यह बिंदु जहां ये दोनों वक्र मिलते हैं वह भी कुरकोवा प्रमेय के अनुसार स्टेबल होना चाहिए कुरोकावा सिद्धांत जो मैंने इस समीकरण द्वारा दिया था वह इस तरह एक चित्रमय रूप में घटता है यदि आप कृपया मॉनिटर पर वक्र पर जा सकते हैं तो हाँ यह वक्र है वह समीकरण जो मैंने पहले दिखाया था वह यह दर्शाता है कि यह प्रश्न इस ग्राफिकल विश्लेषण के बराबर है जहां कटाव के बिंदु पर दो लाइनों के बीच दो स्पर्शरेखाओं के बीच का अंतर बिंदु कोण 180 ° से कम होना चाहिए हम अब इस पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं यह इस पाठ्यक्रम का अंतिम विषय है और मुझे आशा है कि आपको यह पाठ्यक्रम पसंद आया होगा वेब पेज पर दिए गए शेड्यूल के अनुसार एक परीक्षा होगी मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग इस परीक्षा में बैठेंगे और इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे कृपया मंच से जुड़ें और सवाल करें मैं जितना हो सके उतना प्रयास करूँगा यदि आप मुझे मंच पर नहीं आ पाते हैं तो कृपया मुझे मेरी ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेजें साथ ही आप TAs पर भी बात कर सकते हैं हमेशा ही होते हैं और इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको इस पाठ्यक्रम की कुछ सही जानकारी मिली होगी और आप अपने भविष्य के प्रयासों में इस ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे धन्यवाद